नमस्कार मित्रों कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम एक नया विषय लेने जा रहे हैं जिसका नाम है फार्मकोफोर मॉडलिंग फार्मकोफोर एक लाइगैंड की तरफ देखता है लाइगैंड के एक सेट में जो संरचनात्मक समानताएं हैं उनको अब फार्मकोफोर क्या है यह एक मॉलिक्यूलर विशेषताओं का विवरण है जोकि एक मैक्रोमोलीक्यूल के द्वारा लाइगैंड को पहचानने के लिए जरूरी है क्योंकि अंत में अगर आप एक लाइगैंड को देखें तो यह जाता है और एक्टिव साइट पर जुड़ता है इसलिए लाइगैंड की कुछ खास विशेषताएं हैं जोकि एक्टिव साइट पहचानता है तो आईयूपीएसी की परिभाषा कहती है की यह स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं का वह ग्रुप है जोकि टारगेट के साथ सबसे अच्छा सुप्प्रामोलीक्यूलर इंटरेक्शन पाने के लिए जरूरी है टारगेट आपका प्रोटीन या एंजाइम या कुछ भी हो सकता है जबकि यह आपका लाइगैंड है फार्मकोफॉर मॉडल बताता है कि कैसे अलग अलग संरचना वाले लाइगैंड एक ही रिसेप्टर से जुड़ सकते हैं आपने देखा होगा कि बिल्कुल अलग दिखने वाले लाइगैंड भी एक्टिव साइट पर जुड़ सकते हैं ऐसा उनकी कुछ संरचनात्मक विशेषताओं के कारण है और फार्मकोफोर मॉडलिंग में आप उन्हीं संरचनात्मक विशेषताओं को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन से जरूरी संरचनात्मक विशेषताएं है तो यह इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिनोवो डिजाइन के द्वारा या वर्चुअल स्क्रीनिंग के द्वारा नोवल लाइगैंड जो कि एक ही रिसेप्टर पर जुड़ेंगे तो यदि मैं एक मॉलिक्यूल सेट के संरचनात्मक विशेषताओं को या फार्मकोफोर्स को पता लगा लेता हूं तो मैं उसी प्रकार के और फार्मकोफोर्स को अन्य डेटाबेस जिंक डेटाबेस या ड्रग डेटाबेस या इसी प्रकार की दूसरे किसी में देख सकता हूं असल में यही इसका फायदा है तो यह फार्मकोफोर्स फीचर्स या विशेषताएं क्या है हाइड्रोफोबिक सेंट्रोइड्स हाइड्रोफोबिक मतलब CH3 C2H5 या इसी प्रकार के अन्य यह हाइड्रोफोबिक है एरोमेटिक रिंग्स कई अराइल ग्रुप हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर या डोनर एक्सेप्टर मतलब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन डोनर OH NH हो सकते हैं कैटआयन और एनआयन तो यह सब फार्मकोफॉर विशेषताएं है जो कि एक मॉलिक्यूल समूह के पास हो सकते हैं और यह सभी एक ही बाइंडिंग साइट पर जुड़ सकते हैं और हम इन्हीं विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो यह एक या समान जैविक सक्रियता वाले कई मॉलिक्यूल की सबसे खास विशेषताएं होती हैं फिर हम समान विशेषताओं वाले और मॉलिक्यूल अलग अलग केमिकल कंपाउंड डेटाबेस में खोज सकते हैं तो यह एक फायदा है पहले मॉलिक्यूल सेट के फार्मकोफोर्स को पहचान करके उसके बाद नए कंपाउंड्स को खोजने का चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं क्योंकि एक उदाहरण हमेशा आप को समझने में सहायता करता है यह चुने हुए cox 2 इन्हींबीटर है COX 2 एक एंजाइम है जो कि इराकीडोनिक एसिड इन्फ्लेमेशन पाथवे में पाया जाता है COX 2 और कुछ नहीं बल्कि साइक्लोऑक्सीजीनेस 2 है और साहित्य यानी लिटरेचर में कई इनहीबीटर्स मिल जाएंगे जो कि सिलेक्टिव है यह बाजार में फाइजर मर्क के द्वारा उपलब्ध है और यह Bextra Vioxx Celebrex इत्यादि नामों से मिलते हैं तो यहां हम जानना चाहते हैं कि इन मॉलिक्यूल के खास फार्मकोफोर्स विशेषताएं क्या है तो हम फार्माजीस्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे यह एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फार्मकोफोर को खोजने के लिए यह एक फ्री में मिलने वाला वेब सॉफ्टवेयर है यह लाइगैंड पर आधारित है इसको आपके टारगेट प्रोटीन के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है तो इनपुट वह मॉलिक्यूल का समूह है जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे एक ही रिसेप्टर पर जाकर जुड़ेंगे उदाहरण के तौर पर मैं इन मॉलिक्यूल को देखने जा रहा हूं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इनमे एक समान फार्मकोफोर विशेषताएं हैं बाद में हम पाईमॉल को इस्तेमाल करेंगे जो कि मॉलिक्यूलर विजुलाइजेशन सिस्टम है फिर से बताना चाहूंगा यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है और श्रोडिंगर के द्वारा दिया जा रहा है तो हम यह दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे फार्माजीस्ट और पाईमॉल तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे यह Pharmagist है यह वेब एड्रेस है और अब हम वेब सर्वर देखेंगे तो यहां हमने फाइल का इनपुट दिया तो यह फाइल मैं इन्फ्लेमेशन सिलेक्टिव cox 2 इनहीबीटर्स को देख रहा हूं तो यदि आप इस जिप फाइल को देखें इसमें कुछ मॉलिक्यूल का संग्रह है जिनके लिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या इनमे कुछ समान विशेषताएं हैं आपको इन्हें mol 2 फॉर्मेट Bextra Celebrex में देना होगा यह एक दूसरा कंपाउंड है dup 697 Rofecoxib तो मैंने यहां यह चार सिलेक्ट करी हैं अब ध्यान दीजिए कि यह mol 2 फॉर्मेट में होनी चाहिए तो मैंने इसको यहां एक जिप फाइल में डाल दिया और फिर हम इस फाइल को अपलोड करेंगे फिर आप अपना ईमेल आईडी देंगे और इसके परिणाम आपके ईमेल आईडी पर आ जाएंगे आप सबमिट करते हैं और फिर परिणाम आपके ईमेल पर आ जाते हैं मान लीजिए मैंने ऐसा किया तो आपको इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा तो Celebrex DUP 697 Rofecoxib Bextra इत्यादि तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए आप देख सकते हैं की इसमें एक एरोमेटिक 10 हाइड्रोफोबिक एक डोनर चार एक्सेप्टर और इसी प्रकार और फिर DUP697 के पास कोई अरोमैटिक रिंग नहीं है लेकिन 11 हाइड्रोफोबिक है और फिर Bextra के दो एरोमेटिक हैं फिर इसमें पांच एक्सेप्टर्स हैं तो एक चीज हम आसानी से देख सकते हैं कि इन सभी के पास एक्सेप्टर्स हैं एक्सेप्टर यानी इनके पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जरूर होगी सॉफ्टवेयर के पास अब चार मॉलिक्यूलस हैं यह चारों को एलाइन करता है और परिणाम सेट लेकर आता है तो यह सबसे ज्यादा स्कोर देता है यह तीन एक्सेप्टर्स बताता है तो यदि आप यह चारों मॉलिक्यूल ले और उन्हें एलाइन करें तो इसको तीन एक्सेप्टर्स मिले यह सबसे ज्यादा स्कोर है यहां यह 173 मॉलिक्यूल को एलाइन करता है और फिर आपको दोबारा परिणाम मिल सकते हैं तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं आप किसी एक मॉलिक्यूल को छोड़ भी सकते हैं लेकिन मान लिया कि यहां हमने इसी सिस्टम को लिया है तो यह तीन हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर्स है रिजल्ट की फाइल यहां आ रही है तो यह पाई मॉल में जाती है तो यदि हम दो बार क्लिक करें तो मेरे पास पाई मॉल हो जाता है तो आशा है कि यह आपको भी पाई मॉल देगा तो यह तीन एक्सेप्टर्स होंगे तो मैं लेबल एटम नेम कह सकता हूं देखिए यहां आप ACC देख सकते हैं तो फिर से एटम नेम ACC लेबल करेंगे तो यहां इसके पास तीन एक्सेप्टर्स हैं जो कि इन चार चुने हुए साइक्लोऑक्सीजीनेस 2 के लिए एक से हैं अब हम दूरी को देख सकते हैं इसका कमांड विजार्ड कहलाता है तो यदि आप विजार्ड मेज़रमेंट को देखें तो यह आपको दूरी 78 A देता है तो आप देख सकते हैं इसने आपको 83A दिया तो यह आपको हर एक के बीच की दूरी भी दे सकता है यहां यह 13 A है तो इन चार मॉलिक्यूल के सेट के लिए जैसे Bextra Rofecoxib Celecoxib DUP 697 को हमने चुना है इनके लिए 3 सामान्य एक्सेप्टर हैं इस खास दूरी पर अब हम मॉलिक्यूल को इसके ऊपर सुपर इंपोज भी कर सकते हैं यह देखने के लिए कि यह कैसे लगते हैं तो इसके लिए कमांड कहलाता है मूवी तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक बार में एक को देख सकते हैं आप भी इसको देख सकते हैं यह यहां पर एक्सेप्टर है यहां एक्सेप्टर यहां एक्सेप्टर जैसा कि आप देख सकते हैं तो फिर से आप यह एक्सेप्टर यहां देख सकते हैं एक्सेप्टर यहां यहां एक्सेप्टर आप इसके ऊपर मॉलिक्यूल सुपर इंपोज कर सकते हैं आप इस एक्सेप्टर ऑक्सीजन को देख सकते हैं एक और ऑक्सीजन यहां फिर से आप नाइट्रोजन को देख सकते हैं और इसी प्रकार से बाकी भी तो इसकी खास बात है कि हम भी उनको देख सकते हैं Z तो जैसा मैंने एक्सेप्टर्स के बारे में कहा यह काफी सामान्य मालूम होते हैं और 3 सबसे कम नंबर है तो इन चार मॉलिक्यूल के लिए फार्मकोफोर यह तीन एक्सेप्टर्स है जैसा मैंने आपको दिखाया कि कैसे दूरी को नापने हैं इत्यादि तो इसके पास तीन एक्सेप्टर्स है यह आपको 119 का स्कोर यहां देता है तो तीन एक्सेप्टर्स हम यहां देख सकते हैं हम हर एक इन मॉलिक्यूल को इसके ऊपर सुपरिंपोज करके देख सकते हैं कि कौन सा भाग वाकई में एक्सेप्टर तक जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह नाइट्रोजन है ऑक्सीजन यहां एक ऑक्सीजन है यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन है यहां नाइट्रोजन है इस प्रकार यह बहुत अच्छा है तो यदि आप साइक्लोऑक्सीजीनेस 2 एंजाइम्स को देखें तो इसके पास असल में इस तरह की एक एक्टिव साइट पॉकेट है इसके पास एक मेन एक्टिव साइट है और एक सेकेंडरी एक्टिव साइट है और जैसा आप देख सकते हैं यह जाकर यहां जुड़ता है यह एक ऑक्सीजन एक्सेप्टर है तो जैसा आप देख सकते हैं कि कैसे यह एक्सेप्टर्स महत्वपूर्ण है और एक्टिव साइट से जुड़ते हैं फिर कॉमन फार्मकोफोर को ढूंढने के बाद हम एक सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं जिसका नाम है ZINCPharmer जिंक डेटाबेस में हम देख सकते हैं कि किन कंपाउंड्स के पास इस तरीके के फार्मकोफोर्स है यह ZINCPharmer कहलाता है यानी यह एक जिंक सर्च है हमें इसमें फीचर्स लोड करने पड़ते हैं जैसा मैंने कहा हमें जो इसमें से मिला या आउटपुट जो आया तीन एक्सेप्टर्स हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एक्सेप्टर एक्सेप्टर तो हम इसको देखते हैं हम इसको देख सकते हैं और हाइड्रोजन एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर यह मॉलिक्यूल है यह एक्सेप्टर है यह एक्सेप्टर है यह एक एक्सेप्टर है जैसे मैंने यह दिखाया ठीक है एक्सेप्टर एक्सेप्टर एक्सेप्टर हम यहां से भी देख सकते हैं अब हम इस सवाल को जमा कर सकते हैं और जिंक डेटाबेस में उन मॉलिक्यूल के लिए सर्च करेंगे जिनके पास इस तरह की विशेषताएं एक्सेप्टर्स एक्सेप्टर एक खास दूरी पर होंगे तो यह सबमिट क्वेरी कहलाता है तो यह यहां चलता है और यह बहुत सारे कंपाउंड्स को देखता है तो यह यहां आपको आरएमएसडी मॉलिक्यूलर वेट molecular weight रोटेटेबल बॉन्ड्स भी देता है और हम कह सकते हैं कि यह एक मॉलिक्यूल है जिसके पास सबसे कम आरएमएसडी है इस तरह के फार्मकोफोर एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टर एक्सेप्टर इन डिस्टेंस पर एक्सेप्टर यहां पर 83 78 13और इसी प्रकार है यह क्या मॉलिक्यूल है तो यदि आप जिंक डेटाबेस पर जाएं और आप इस मॉलिक्यूल की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्सेप्टर के खास फीचर्स है यह मॉलिक्यूल है N 4 hydroxy 3 methyl 55 H124 triazino Indol indol भी है ठीक तो हम दूसरे सबसे अच्छे मॉलिक्यूल को भी देख सकते हैं जो जिंक डेटाबेस से मिला और असल में इसी प्रकार से और भी तो अब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है मास दिया हुआ है हम लिपिंस्की नियम सर्च को चला कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं जो लिपिंस्की नियम को पूरा कर रहे हैं हम ब्लड बैरियर नियमों को भी चला सकते हैं हम ओपेरा नियम 3 को भी चला सकते हैं और इसी प्रकार फिर इनमें से कुछ उन मॉलिक्यूल को निकालेंगे जिनके पास एक्सेप्टेबल नंबर है तो यह फार्मकोफोर मॉडलिंग की खास बात है तो एक तरह से आप उन संरचनात्मक विशेषताओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल के लिए समान है तो यह तीन और एक और है तो आप फार्माजीस्ट को चलाते हैं तो यह एक web server है यह आपको ईमेल के द्वारा आउटपुट देता है और फिर आप इसको पाईमॉल के द्वारा देख सकते हैं तो यह आपको ऐसे रिजल्ट देता है तो यदि आप यह सारे चार मॉलिक्यूल ले और एलाइन करें तो आपको तीन एक्सेप्टर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की विशेषता मिलेगी तो यह टेस्ट का स्कोर है आप इसको देख सकते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस 78 83 13 है तो वे मॉलिक्यूल कैसे इन विशेषताओं पर मैप करते हैं फिर हम जिंकफार्मर चला सकते हैं यह देखने के लिए की क्या कोई मॉलिक्यूल जिसके पास यही खास फीचर्स है खरीदे जा सकने वाले जिंक डेटाबेस में है हम उन मॉलिक्यूल को देख सकते हैं ड्रग जैसी विशेषताएं यानी लाइकनेस प्रॉपर्टी जैवउपलब्धता के गुणों की जांच कर सकते हैं और फिर कुछ को छांट कर उनको एक्टिविटी के लिए जांचना शुरू कर सकते हैं तो इस प्रकार आप फार्मकोफोर पर आधारित मॉडल को इस्तेमाल करते हैं तो यह वह मॉलिक्यूल है जिसको हमने देखा अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं और यह कहलाता है एनजीओटेंसीन यह वे दवाएं हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए दी जाती हैं क्योंकि एक एंजाइम है जो कि एनजीओटेंसीन 1 को 2 में बदलता है तो यह दवाएं हैं benazepril captopril enalapril fosinopril lisinopril और इसी प्रकार कुछ अन्य जोकि दी जाती हैं जो कि जाकर एंजाइम को रोकती है angiotensin को बदलने से रोकती है और इस प्रकार ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं तो हमने इनमें से 4 को देखा ramipril captopril zafenopril enalapril fosinopril यह पांच मॉलिक्यूल है और फिर मैं इनके फार्मकोफोर विशेषताओं को जानना चाहता था जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पास एक्सेप्टर्स और हाइड्रोफोबिक विशेषताएं हैं तो इसके पास दो हाइड्रोफोबिक विशेषताएं और दो एक्सेप्टर्स है जोकि इन सारे मॉलिक्यूल के लिए समान है हम इनको देख भी सकते हैं क्योंकि मैंने इसको पहले से चलाकर रखा है तो हमारे पास यह 4 विशेषताएं हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या वे विशेषताएं सही हैं हम लेबल एटम नाम एक्सेप्टर 2 एक्सेप्टरस 2 हाइड्रोफोबिक acceptor 2 acceptors 2 hydrophobic को चेक कर सकते हैं अब हम फिल्म चला सकते हैं हम देख सकते हैं कि कैसे हर एक यह मैप होते हैं यानी मिलते हैं उदाहरण के लिए इस संरचना को देखिए जहां यह दो हाइड्रोफोबिक बिंदु और दो एक्सेप्टर बिंदु से मिलता है एक बार फिर हम जिंक फार्मर विशेषताओं को चला सकते हैं यह यहां दिखाया गया है आप देख सकते हैं यह दो एक्सेप्टर यहां और दो हाइड्रोफोबिक विशेषताएं यहां है हम यहां इन दोनों को देख सकते हैं हम जिंक डेटाबेस को भी खोज सकते हैं इसलिए यदि आवश्यकता हुई तो हम इनमें से किसी एक विशेषता को बंद या डिसएबल कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि हमें और कंपाउंड चाहिए वरना हम इन सभी को रख सकते हैं और फिर से हम जिंक डेटाबेस में खोजना शुरू कर सकते हैं इस प्रकार यह खोजता है कई परिणाम और अलग अलग आरएमएसडी संख्या वाले कंपाउंड्स के समूह निकालता है तो हम उनको देख सकते हैं जिनके पास बहुत कम आरएमएसडी है और फिर यह देख सकते हैं कि क्या वे नियम और अन्य ड्रग प्रॉपर्टी समानताओं के नियम को पूरा कर पा रहे हैं तो जो सबसे कम आरएमएसडी के हिसाब से सबसे अच्छा मॉलिक्यूल निकल के आया वह है यह ब्रोमोपाईरिमीडीन 2 वाईएल अजीपेन मॉलिक्यूल तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल को देख सकते हैं हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं आइए इसको यहां देखें तो जिंक फार्मर और फार्माजिस्ट और पाई मॉल को मिलाकर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए फार्मकोफोर को खोजने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और हम उन संरचनात्मक विशेषताओं वाले मॉलिक्यूल को भी जिंक डेटाबेस में देख सकते हैं इसी प्रकार यह फिर से beta blockers कहलाते हैं यह रक्तचाप की क्रिया में शामिल होते हैं तो यह नॉनसेलेक्टिव हैं यहां पर दो beta blockers हैं बीटा एक और बीटा दो और यहां हमारे पास beta1 सिलेक्टिव है तो हमारे पास प्रोप्रानोलोल एटेनोलोल ऐसीब्यूटोलोल टीमोलोल है तो हमने इन चारों मॉलिक्यूल को देखा और फिर हम ने इसको करने की कोशिश किया फार्मकोफोर फिर से आप देखते हैं एक एक्सेप्टर एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हाइड्रोजन बांड डोनर हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर और फिर एक हाइड्रोफोबिक तो जब आप इन मॉलिक्यूल को मिलाते हैं आप देखेंगे कि कौन सा भाग किस में योगदान कर रहा है फिर से हम जिंकफार्मर में जा सकते हैं इस खास संरचनात्मक विशेषता वाले मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए तो आपको एक मॉलिक्यूल के समूह का पता होना चाहिए जोकि एक ही लक्ष्य पर जाकर जुड़ेंगे और फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी संरचनात्मक विशेषताएं हैं एक और एंजाइम मेंब्रेन से जुड़ा प्रॉसटागलेनडीन इ सिंथेस वन है यह एक साइक्लोऑक्सीजीनेस 2 के बाद का एंजाइम है जिसको मैंने आपको कुछ समय पहले दिखाया था जोकि एराकीडोनिक एसिड इन्फ्लेमेटरी पाथवे में शामिल है यह एक मेंब्रेन से जुड़ा एंजाइम है तो एक कंपाउंड एम के 886 है यह नैनोमॉल IC50 में काम करता है ऑक्सीकेम भी यह काफी कुछ नैनोमॉल की सीमा में काम करता है फिर नेप्थाइल पीरीनीकसिक् एसिड तो आप फार्मकोफोर को देख सकते हैं यह एरोमेटिक फीचर्स हैं यह एरोमेटिक फीचर्स कुछ दूरी पर है तो यदि आप इन सब को एक साथ मिलाते है तो यहां तीन एरोमेटिक फीचर कुछ दूरी पर निकल कर आते हैं तो वह लाइगैंड की फार्मकोफोर विशेषता है जो कि जाकर एमपी GES1 से जुड़ता है अम्लीय या एसिडिक लाइगैंड हम एसिडिक लाइसेंस की बात कर रहे हैं न्यूट्रल लाइगैंडस के लिए हो सकता है कुछ अलग फार्मकोफोर हों लेकिन अम्लीय लाइगैंड के लिए इन दूरी पर एरोमेटिक विशेषताएं होंगी अच्छा क्योंकि फिर से यदि आप एक्टिव साइट के खंड को देखें यह एरोमेटिक विशेषताएं जैसा कि आप देख सकते हैं यह जाकर एक्टिव साइट की निश्चित जगहों पर जुड़ सकती है और उन्हीं के समानांतर अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं इसलिए यह विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो जब आप mPGS1 के लिए अम्लीय इनहीबीटर्स को बनाना शुरू करते हैं तो आपको इस प्रकार की एरोमेटिक विशेषताओं की जरूरत होगी तो हम फार्मकोफोर मॉडलिंग कर सकते हैं यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो कि एक लाइगैंड के समूह की समान विशेषताओं को पहचान सकता है जो कि वैसे बहुत ही अलग लग सकती हैं लेकिन फार्मकोफोर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इन को पहचान सकता है तो हम नए मुख्य कंपाउंड को पहचान सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस हैं जिंक डेटाबेस मेंब्रिज डेटाबेस एनसीआई डेटाबेस एसीडी डेटाबेस वर्ल्ड ड्रग इंडेक्स तो लाखों कंपाउंड इन डेटाबेस में संचित हैं तो हम अलग अलग स्वभाव और सूक्ष्म संरचना की खोज इस प्रकार कर सकते हैं मैं उन मॉलिक्यूल को खोज रहा हूं जिनके पास यह विशेषता है जो मैंने आपको काफी समय पहले जिंक या फार्मा कोर का इस्तेमाल करके दिखाई थी मैं अभी OH OH ग्रुप चाहता हूं जो मैंने आपको अभी कुछ दूरी पर दिखाया या मैं उन मॉलिक्यूल को छांटना चाहता हूं जिनके पास एक खास आयतन या क्षेत्रफल है या वे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एडीएमई ड्रग समानता को संतुष्ट करते हैं आपके पास 2D संरचना उपसंरचना खोज हो सकती है या 3D जैसे 3D उपसंरचना खोज के लिए हम ने देखा की फार्मकोफॉर मॉडलिंग एक 3D उप संरचना खोज हो सकती है तो 2D में आप इस प्रकार का एक प्रश्न दे सकते हैं आपको विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं आप इस मॉलिक्यूल को देख भी सकते हैं क्योंकि इसके पास यह खास समूह या ग्रुप है और यह इस प्रकार निकल कर आ रहा है तो इसके आगे तो आप इस बहुत जटिल 2D संरचना खोज को देख सकते हैं तो यह इस प्रकार निकल कर आता है 3D खोज अभी हमने फार्मकोफोर खोज को देखा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एराईल जिसका मतलब बेंजीन समूह हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एक खास दूरी पर तो आप देखें कि हमें इसकी क्यों आवश्यकता है जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि यह विशेषताएं महत्वपूर्ण है शायद क्योंकि यह जाते हैं और एक्टिव साइट पर एक खास तरह से जुड़ते हैं तो इसलिए यह विशेषताएं सभी विभिन्न मॉलिक्यूल समूह में समान है तो हम वह खोज करते हैं तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल को देखें जिसके पास यह खास विशेषता लगभग इस दूरी पर है और फिर विभिन्न डेटाबेस में ढूंढना शुरू करते हैं तो इस प्रकार देखिए मैं चाहता हूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहां पर एक्सेप्टर एक्सेप्टर एक्सेप्टर एक खास दूरी पर आपको यह मिलेगा हम हर प्रकार के मॉलिक्यूल को कर सकते हैं जो कि उठाएं जा सकते हैं यहां पर कुछ उदाहरण है कि कैसे इस प्रकार का फार्मकोफोर खोज आया है बहुत ही नए anti HIV प्रोटीएस मॉलिक्यूल के साथ प्रारंभ में यह देखा गया कि आपको दो एराईल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या एक्सेप्टर की जरूरत है तो खोज ने इस संरचना विशेषता वाले मॉलिक्यूल को दिया और फिर अन्य परिवर्तन किए गए और फिर अंत में इस मॉलिक्यूल ने बहुत ही अच्छी एक्टिविटी नैनोमोलर श्रेणी में इस एंजाइम प्रोटीएस के प्रति दिखाई तो सामान गुण वाला सिद्धांत कहता है की समान संरचना वाले मॉलिक्यूल में समान विशेषताएं होने की प्रवृत्ति होती है तो इस मोरफीन कोडीन हीरोइन को देखिए तो इनके पास समान दिखने वाले संरचनात्मक गुण है तो इनके पास समान विशेषताएं होती है तो संरचनाओं को मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर संख्यात्मक मूल्य दिए गए हैं तो 1D गुण जैसे अणु भार logP पोलर सरफेस एरिया 2D गुण फिंगरप्रिंट टोपोलॉजिकल इनडाइसेज अधिकतम समान संरचना 3D गुण मॉलिक्यूलर क्षेत्र संरचना फिर हम वेटिंग स्कीम को ले सकते हैं इस प्रकार की आप इसे डिस्क्रिप्टर के सभी भागो के बराबर मात्रा में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल करें फिर आप एक समान कोएफिशिएंट को लेकर आते हैं जोकि दो समूह के मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर के बीच में का समानता का परिमाणात्मक पैमाना है तो आप कैसे समानता की गणना करेंगे मॉलिक्यूलर समानता की गणना करने का प्रमाणित तरीका समानता खोजना क्लस्टरिंग डायवर्सिटी एनालिसिस हर एक छोटा परिणाम मॉलिक्यूल के एक अंश में होने के लिए 1 या नहीं होने के लिए 0 को रिकॉर्ड करता है तो यदि एक खास अंश मौजूद नहीं है तो उसको जीरो दिया जाता है यदि वह मौजूद है तो उसको एक दिया जाता है तो वेटेड फिंगरप्रिंट्स हर एक अंश के साथ उसकी सापेक्ष महत्व को जोड़ते हैं फ्रेगमेंटेड मॉलिक्यूल की उपस्थिति का नंबर पूरे डेटाबेस में एक अंश या फ्रेगमेंट के उपस्थित होने का नंबर तो यदि आप ए संरचना को लें यह ए पर 13 बिट्स का हो सकता है तो कुछ खास विशेषताएं उपस्थित है और दूसरी अनुपस्थित है संरचना बी को लेते हैं कुछ विशेषताएं उपस्थित है कुछ अनुपस्थित हैं ए की तुलना में ए और बी इस ए और बी को देखें ए और बी ए और बी तो इस प्रकार यह यहां सी हो सकता है यहां जो कि ए और बी दोनों के लिए समान है तो सिमिलरिटी कोईफिशएंट की गणना ए बी और सी से की जा सकती है जोकि टानीमोटो कोईफिशएंट कहलाता है तो टानीमोटो कोईफिशएंट है A B - C विभाजित किया हुआ C से यदि आप इस उदाहरण को लेते हैं C 6 है B 8 है A 13 है ठीक और इस प्रकार C को विभाजित किया A B - C से तो C है 6 A है138 6 तो आप इसको 04 पाने के लिए कर सकते हैं बिटसेट का नंबर दोनों मॉलिक्यूल में वही नंबर होगा जो कि दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल के बिटसेट का नंबर है तो टानीमोटो कोईफिशएंट एक बहुत ही प्रचलित पद्धति है कैमी इनफॉर्मेटिक्स में जो कि जेकार्ड कोईफिशएंट भी कहलाता है तो यदि आप इन मोरफीन कोडीन बहुत ज्यादा मोरफीन को देखें बहुत ज्यादा मोरफीन मेथडऑन बिल्कुल भी नहीं तो एक साधारण सॉफ्टवेयर है जो इसकी गणना करता है तो यह जेकार्ड टानिमोटो कोऑफिशिएंट की गणना कर सकता है एनसी को a b - c से विभाजित करके तो आप सिर्फ A को डालिए B को डालिए और यह जेकार्ड या टानिमोटो कोऑफिशिएंट की गणना करेगा तो हम कहते हैं A B C F G और फिर हम कहते हैं B C H I K L कैलकुलेट या गणना तो यह 022 टानिमोटो कोऑफिशिएंट की गणना करता है तो यहां B और C के बीच क्या बातें समान है जैसा कि आप देख सकते हैं B और C यह दो इंटरसेप्टिंग एलिमेंट्स है तो यह किस प्रकार गणना करता है तो यह गणना करता है C को a b - c से विभाजित करके तो यह एक साधारण सॉफ्टवेयर है जो कि टानिमोटो कोऑफिशिएंट की गणना करने के लिए नेट पर उपलब्ध है और हमारे पास अन्य सॉफ्टवेयर भी हैं तो यह एक दूसरा सॉफ्टवेयर है विशेषकर कुछ ऑनलाइन सरफेस का विश्लेषण और संरचनात्मक समानताओं पर सवाल उठाने के लिए तो हम एक मॉलिक्यूल के समूह को दे सकते हैं और फिर यह कुछ खास संरचनात्मक समानताओं की गणना करता है और असल में उस समूह को अलग अलग समूहों में विभाजित करता है तो यह भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप मित्रगण देख सकते हैं मैं इस पर अधिक समय नहीं व्यतीत करूंगा तो यह एक अन्य अप्रोच या तरीका है जो कि स्कैफोल्ड होपिंग कहलाता है तो इसमें चाहिए एक सक्रिय मॉलिक्यूल प्रयोग से निर्धारित या अनुमानित बाइंडिंग कंफर्मेशन के साथ तो आप क्या करते हैं कि सक्रिय मॉलिक्यूल के केंद्रीय भाग को किसी अन्य स्कैफोल्ड के साथ बदल देते हैं लेकिन मॉलिक्यूल के मूल बाइंडिंग ग्रुप जिसमें बाइंडिंग ओरियंटेशन अच्छी है को रहने देते हैं तो आप फार्मकोफोर को रख लेते हैं लेकिन आप केंद्रीय भाग को हटा देते हैं और इसको नए स्कैफोल्ड से बदल देते हैं तो यह कहलाता है स्कैफोल्ड होपिंग तो हमें नए स्कैफोल्ड्स मिल सकते हैं लेकिन आप उन ग्रुप को रखेंगे जो कि फार्मकोफोर से बाइंडिंग के लिए चाहिए तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिल सकते हैं जो कि बिल्कुल नए हो तो पेटेंट के अवसर हैं आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिल सकते हैं जिनके पास बेहतर physico chemical विशेषताएं हों मूल या ओरिजिनल मॉलिक्यूल के मुकाबले और हम समान सक्रियता या एक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हमने फार्मकोफोर विशेषताओं को बचाए रखा है तो यह स्कैफोल्ड होपिंग कहलाता है एक दूसरा तरीका भी है जो कि फ्रेगमेंट लिंकिंग कहलाता है यहां दो खंड या फ्रेगमेंट जिनके जुड़ने का तरीका हाई थ्रोपुट x ray या एनएमआर तरीकों से जाना जा सकता है को आपस में मिलाते या लिंक करते हैं तो देखिए यहां दो फ्रेगमेंट हैं जिनके बारे में मालूम है कि वह जुड़ेंगे तो आप एक लिंकर लेते हैं जो उनको रखता है लिंकर के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंकर उनको बिना ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी को लागू करते हुए समान ओरियंटेशन में बनाए रखता है तो लिंकर के पास कम स्ट्रेन एनर्जी होनी चाहिए तो स्कैफोल्ड होपिंग या फ्रेगमेंटल लिंकिंग के लिए कैंब्रिज स्ट्रक्चरल डेटाबेस जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन है तो हम देख सकते हैं तो यह एक अच्छा पीडीएफ रेफरेंस है जिसमें कि आप स्कैफोल्ड होपिंग और फ्रेगमेंट लिंकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं और हां स्ट्रक्चरल डेटाबेस तो यह डेटाबेस बहुत सारी संरचनाएं रखता है जो कि स्कैफोल्ड होपिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं तो एक साधारण उदाहरण के तौर पर फैक्टर Xa जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व है कोआगूलेशन कास्केट का और फैक्टर Xa इनहीबीटर्स की ओरली अवेलेबल एंटीथ्रांबोटिक एजेंट की तरह संरचना की गई है पीडीबी एंट्री का लाइगएंड 2w26 एक एंटीथ्रंबोटिक ड्रग कैंडिडेट है जोकि क्लीनिकल टेस्टिंग में है तो इन लिंक बांड 2w26 के लिए चार स्कैफोल्ड रिप्लेसमेंट को असल में लाल से चिन्हित किया गया है तो यह कुछ नए स्कैफोल्ड रिप्लेसमेंट है इस विशेष कतार के लिए तो आईडोडल को 2w26 लेयर के ऊपर सुपरपोजिशन करते हैं तो हमारे पास अलग अलग स्कैफोल्ड हो सकते हैं जो कि इस भाग को बदल रहे हैं तो इस प्रकार आपको नई संरचनाएं मिलती हैं यह एक नई रचना है जोकि एक्टिव साइट के साथ जुड़ रही है तो फायदा यह है कि आपके पास बेहतर भौतिक या फिजिकल रासायनिक या केमिकल विशेषताएं होंगी इस नए मॉलिक्यूल के लिए या आप किसी पेटेंट को भी निकाल सकते हैं जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रारंभिक मॉलिक्यूल हो सकता है कि पेटेंट में हो तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं स्कैफोल्ड होपिंग या लिंकिंग पद्धति या मेथड्स में लेकिन फिर यह वे तरीके हैं जो कि आपको मदद करेंगे ऐसी नई संरचना खोजने में जिसमें कि हो सकता है समान एक्टिविटी प्रदर्शित हो जिससे आपने शुरुआत करी थी तो सबसे पहले आपने इस खास संरचना के साथ शुरू किया जिसके पास एंटीथ्रांबोटिक एक्टिविटी है और जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है तो आप इस भाग को बदल सकते हैं इस प्रकार के लिंकर्ज के द्वारा जब आप ऐसा करते हैं तो आपको नई संभावित संरचनाएं मिलती हैं तो आज हमने फार्मकोफोर मॉडलिंग के बारे में बात करी तो हम अगले व्याख्यानओं में कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन के बारे में और बात करेंगे अपना समय देने के लिए धन्यवाद